तो हम इस एक्सेलेरोमीटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसमें इस तरह के कॉम्ब्स हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग करके आप कैपेसिटेंस में परिवर्तन को माप सकते हैं और तदनुसार आउटपुट वोल्टेज को माप सकते हैं और यह आउटपुट वोल्टेज इस प्रूफ मास के विक्षेपण या गति से संबंधित है और तदनुसार बॉडी के अक्सेलरेशन से संबंधित है अब जैसे कि हम देखेंगे कि हम बल संतुलन संवेदन के लिए इस तरह के कैपेसिटिव माप का उपयोग कैसे कर सकते हैं यह बल संतुलित संवेदन है यानी बल संतुलित होगा हम देखगे तो मान लें कि यह प्रूफ मास है जो केवल लंबवत दिशा में बढ़ सकता है तो यह प्रूफ मास इस दिशा में दोलन कर सकता है इस दिशा में और ये दो प्लेट A और B फिक्स्ड प्लेट हैं जिनके बीच में हम कैपेसिटर को माप रहे हैं कपसिटंस प्रूफ मास और A के बीच और प्रूफ मास और B के बीच है तो शुरू में ऊपर की प्लेट और नीचे की प्लेट दोनों मास से समान दूरी पर हैं तो यह d है अब तो यह एक पूर्ण परिपथ है हम बल संतुलन कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो यह इस तरह के कैपेसिटिव एक्सेलेरोमीटर का उपयोग करके एक एक करके विश्लेषण करेगा तो जैसे कि हम यहाँ कुछ वोल्टेज लागू करते हैं तो कुछ ac सिग्नल मैं कुछ dc बायस के साथ आवेदन कर रहा हूं तो यह Va V0 dc बायस है और या Vm आयाम है या अधिकतम मूल्य तो 2 Vm शिखर से शिखर मूल्य होगा और ओमेगा आवृत्ति है और Vb दूसरे पर जैसे नीचे की प्लेट पर हम उसी मात्रा का उपयोग करेंगे नीचे की प्लेट में हम समान मात्रा का उपयोग करेंगे लेकिन ऋणात्मक वोल्टेज तो यह V0 प्लस का माइनस होगा अब अगर मैं इस वोल्टेज को मानता हूं बता दें यह वोल्टेज Vi है तो यह वोल्टेज V i है तो V i कितना है जबकि कपैसिटर जबकि मास गतिमान नहीं है यह वही होगा जो ऊपर की प्लेट और नीचे की प्लेट से समान दूरी पर है फिर दोनों तरफ कैपेसिटर समान हैं तो यह 0 जैसा होगा क्योंकि यह प्लस V0 प्लस माइनस जैसा है और ये सिग्नल कैसे दिखते हैं यदि हां तो देखते हैं यदि यह V0 है तो यदि यह मेरा Va है फिर तो अगर यह Va है तो यह Vb है तो इसे हम Va कहते हैं और यह Vb है यह मात्रा में समान है लेकिन सिग्नल में विपरीत है तो यह परिमाण में समान है लेकिन सिग्नल में विपरीत है तो Vi शुरू में 0 होगा अब यदि टिप यदि यह मास चलता है तो इस दूरी की तरह कपैसिटर अलग होगा और मान लें कि यह x दूरी से ऊपर की ओर चला गया है तो शीर्ष प्लेट और मास के बीच का अंतर अब d माइनस x है जबकि नीचे की प्लेट और मास या प्रूफ मास d प्लस x है अब यदि केंद्रीय मास में प्रेरित वोल्टेज Vi हैतो शीर्ष प्लेट पर चार्ज होगा Va माइनस Vi गुणा C1 जहां C1 इस प्लेट के बीच कपसिटंस है और C2 इस प्लेट के बीच कपसिटंस है अब चार्जेज को संरक्षित किया जाना है यह केंद्रीय मास के दोनों पक्षों का समान आवेश होगा तो Vi माइनस Vb गुणा C2 और वहां से हम लिख सकते हैं कि Vi बराबर है C1 माइनस C2 बटा C1 प्लस C2 गुणा V0 प्लस अब यहां हमने यह रखा है कि Va बराबर है V0 प्लस और Vb बराबर है माइनस V0 प्लस तो हमने इसे रखा है और हमें यह अभिव्यक्ति मिलेगी अब यह सिग्नल इससे पहले कि हम वहां जाएं तो C1 माइनस C2 बटा C1 प्लस C2 क्या है तो C1 एप्सिलॉन A बटा d 1 के बराबर है और यह d 1 क्या है डी 1 डी माइनस x के बराबर है और C2 एप्सिलॉन A बटा डी प्लस x है क्योंकि यह केंद्रीय मास और शीर्ष प्लेट और नीचे की प्लेट के बीच की दूरी है अब यदि हम इसकी गणना करते हैं तो C1 माइनस C2 बटा C1 प्लस C2 हम इस प्रकार प्राप्त करेंगे यह x बटा d के रूप में देगा x मास का विस्थापन है और d केंद्रीय मास और ऊपर या नीचे की प्लेट के बीच प्रारंभिक अंतर है अब एक बार जब यह सिग्नल कैपेसिटर से होकर गुजरता है तो कैपेसिटर dc को ब्लॉक कर देता है केवल ac को गुजारता है तो यह सिग्नल एक बार चला जाता है तो यह V 0 कट जाएगा क्योंकि कैपेसिटर इस V 0 को ब्लॉक कर देगा dc वाला हिस्सा केवल ac जाएगा ac जाएगा तो आइए हम कहें कि यह इस बिंदु पर है यदि यह Vi है मान लें कि V प्लस जो धनात्मक टर्मिनल पर जा रहा है तो हम लिखते हैं कि प्लस C 1 माइनस C 2 को C 1 प्लस C2 से विभाजित करके बराबर है x बटा d गुणा V m sin ओमेगा t के तो यह कपैसिटर dc को अवरुद्ध करता है और अब यह सिग्नल आ रहा है जैसे V सकारात्मक है जो x बटा d गुणा V m sin ओमेगा t है और यह इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के माध्यम से जा रहा है जो एक बफर एम्पलीफायर के रूप में जुड़ा हुआ है तो यहाँ भी वही समान V प्लस होगा फिर हम एक डिमोडुलेटर सर्किट का उपयोग कर रहे हैं जो वास्तव में उच्च आवृत्तियों को अवरुद्ध करेगा और केवल निम्न आवृत्तियां ही गुजरेंगी यह एक एनवलप डिटेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो डिमोडुलेटर का आउटपुट हमें क्या मिलेगा तो चलिए यह सिग्नल हम VFB कहते हैं तो यह फीडबैक है क्योंकि यह फिर से इनपुट पक्ष से जुड़ा है तो वह फीडबैक सिग्नल है तो V फीडबैक या VFB A1 V m x बटा d के बराबर होगा तो यह A 1 कहाँ से आ रहा है A1 आ रहा है क्योंकि हम यहां एम्पलीफायर का उपयोग कर रहे हैं जिसमें A1 लाभ कारक है तो A1 आएगा और यह कहां है यह sin ओमेगा टी क्या जाता है तो यह ओमेगा आमतौर पर हम इसे उच्च आवृत्ति रखते हैं इसलिए हम ओमेगा को ऐसे चुनते हैं जो बहुत अधिक मूल्य का हो और फिर यह डिमोडुलेटर सर्किट पर अवरुद्ध हो जाता है तो केवल ac भाग है केवल खेद है केवल डीसी भाग या मात्रा भाग है अब यदि यह x समय बदलने वाला सिग्नल है तो हम इसका पता लगाने में सक्षम होंगे तो चलिए इस x को ही मान लेते हैं जैसे समय के साथ बदल रहा है तो V FB भी ऐसा ही होगा तो ऐसा नहीं है कि हम हर समय के साथ बदलने वाले सिग्नल रोक रहे हैं लेकिन यह केवल हम उच्च आवृत्ति को अवरुद्ध कर रहे हैं ताकि हम ठीक से देख सकें कि x कैसे बदल रहा है x समय के साथ कैसे बदल रहा है जैसा कि मास ऊपर की तरफ चला गया है अब ऊपर की प्लेट और नीचे की प्लेट के बीच की दूरी अलग है और उसके कारण एक आवेश असंतुलन होता है और उसके कारण कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक बल लगता है अब वह इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कितना है तो दो समानांतर प्लेट के बीच आवश्यक सामान्य बल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल को w बटा d के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि यह हमें ज्ञात है कि w ऊर्जा बटा दूरी से हमें आमतौर पर बल मिलता है तो जैसे विद्युत क्षेत्र dVdr है या V क्षमता या किया गया कार्य है यहाँ w दूरी है तो अब इस मामले में w क्या है w कपैसिटर में संचित ऊर्जा के समान है और वह कितना है यह आधा CV वर्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम जानते हैं कि संग्रहीत ऊर्जा आधा CV वर्ग बटा d है और d दो प्लेटों के बीच की दूरी है तो फिर से C बराबर है C एप्सिलॉन A बटा d के बराबर है तो और फिर यह V वर्ग है और इस वजह से एक और d तो यह d स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 1 बटा d C से आ रहा है और फिर पहले से ही d था तो यह एप्सिलॉन A बटा d स्क्वायर गुणा वी स्क्वायर है अब यह सामान्य बल की तरह दो समानांतर प्लेटों के बीच का बल है अब हमारे मामले में वह बल क्या होगा तो वह इलेक्ट्रोस्टैटिक बल A एप्सिलॉन0 बटा 2 के बराबर होता है जहां A समान केंद्रीय मास के साथ साथ शीर्ष प्लेट और नीचे की प्लेट का क्षेत्र होता है यह सब V0 माइनस V FB को d माइनस x पूरे वर्ग से विभाजित करते है माइनस V0 प्लस V FB को d प्लस x पूरे वर्ग से विभाजित करते है तो यहाँ देखें हम केवल V0 माइनस V FB या V 0 प्लस V FB ले रहे हैं ऐसा क्यों है क्योंकि Vm sin ओमेगा टी या इसके नकारात्मक भाग के संबंध में यह पहले से ही केंद्रीय मास की तरह सममित था और जबकि मास स्थानांतरित नहीं हुआ है जबकि मास नहीं चला है उस समय Vi 0 था क्योंकि दोनों तरफ कपसिटंस समान है चार्ज समान हैं और बल भी समान है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई शुद्ध बल नहीं था इस प्रकार जब यह स्थानांतरित होगा तो क्या हुआ क्या dc स्तर शिफ्ट हुआ एक dc स्तर शिफ्ट होगा और उसके कारण यह V0 माइनस V FB और V 0 प्लस V FB आ रहा है क्योंकि एक तरफ यह प्लस V 0 के समान है दूसरी तरफ यह माइनस V 0 है और तदनुसार ऊपर की प्लेट और नीचे की प्लेट के बीच की दूरी भी एक तरफ यह d माइनस x है और दूसरी तरफ यह d प्लस x है तो जबकि V FB ऊपर की तरफ से आ रहा है यह V 0 माइनस V FB है जबकि नीचे की तरफ से यह माइनस V 0 माइनस V FB है तो यह V 0 जमा V FB हो जाता है और ये दोनों बल विपरीत होते हैं तो नेट बल होंगे हम इसे सरल कर सकते हैं 2 A एप्सिलॉन0 V 0 Vm A1 x बटा d क्यूब और यहाँ हमने माना है कि केंद्रीय मास का विक्षेपण अंतराल की तुलना में बहुत छोटा है तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है अब कुछ इस बॉडी या इस सेंसर एक्सेलरेटर को किसी बॉडी पर रखा गया है जो वास्तव में तेज चल रहा हो और उसके कारण यह बल लागू हुआ है इसलिए यदि बॉडी अक्सेलरेशन के साथ गति कर रहा है तो मान लें कि छोटा a है तो लगाया गया बल वास्तविक बल है मास गुना अक्सेलरेशन है जहाँ m इस केंद्रीय मास के संवेदक का मास है इस केंद्रीय मास का मास m है इसलिए जब बल ma होता है और यह बल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के बराबर होता है क्योंकि यह केवल कम से कम बल होता है जो केवल प्रूफ मास को अपनी शीर्ष स्थिति या नीचे की स्थिति में ले जाने में सक्षम होता है तो ma बराबर है तो अब आप देख सकते हैं कि यह x बटा d अक्सेलरेशन के सीधे समानुपाती है इसलिए एक बार जब हम माप लेते हैं एक बार जब हम जान जाएगे कि विक्षेपण x कितना है तो हम जान जाएगे कि अक्सेलरेशन कितना है क्योंकि यह d m A A1 ये सभी हमें पहले से ही ज्ञात हैं तो अब अगर हम वाक्य फिर से बता रहे हैं तो अब आप देखते हैं कि x बटा d बराबर d वर्ग m गुना अक्सेलरेशन 2 गुना A गुणा एप्सिलोन0 गुणा V0 गुणा Vm गुणा A1 से विभाजित के बराबर है जो इस सभी स्थिर है अब यह अक्सेलरेशन के अनुसार यह x बदल जाएगा तो एक बार जब हम x को माप सकते हैं तो हम जानते हैं कि अक्सेलरेशन कितना है और यह dm A एप्सिलोन0 या V0 Vm और A1 इन सभी को पहले ही हमारे द्वारा तय कर लिया गया है तो हम तय कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि ज्यामिति क्या है हमने सेंसर के लिए डिज़ाइन किया है तो तदनुसार हम इस क्षेत्र मास और अन्य चीजे गैप और सभी को जानते हैं और यह भी जानते हैं कि हम कितना वोल्टेज लागू कर रहे हैं तो ये सभी ज्ञात हैं और हम दूरी को मापते हैं और तदनुसार हम अक्सेलरेशन प्राप्त कर सकते हैं अब हम दूरी कैसे माप सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह x बटा d है और यह x बटा d फिर से V FB से संबंधित है तो हम जानते हैं कि यह Vm कितना हैं यह A1 भी हम जानते हैं और तदनुसार हम x बटा d की गणना कर सकते हैं क्योंकि V यह फीडबैक वोल्टेज जिसे हम वास्तव में इनपुट से जोड़ रहे हैं वह फीडबैक था जिसे हम यहाँ मापें सकते हैं तो हम इस बिंदु से फीडबैक वोल्टेज को माप सकते हैं और तदनुसार हम गणना कर सकते हैं कि मेरा x बटा d क्या है और तदनुसार हम गणना कर सकते हैं कि अक्सेलरेशन कितना होगा तो इस सर्किट का उपयोग करके हम इस तरह की प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं हम अक्सेलरेशन को माप सकते हैं इसलिए इसके साथ हम इस मॉड्यूल के साथ साथ इस पाठ्यक्रम को भी समाप्त करते हैं और इसे समाप्त करने से पहले हम इसे केवल एक बार संशोधित करेंगे जो हमने इस पाठ्यक्रम में सीखा है इसलिए शुरू में इस पाठ्यक्रम में हमने पहले अध्ययन किया है जैसा कि हमने देखा है हमारे पास यह है कि MEMS सेंसर क्या हैं माइक्रो स्केल या नैनो स्केल सेंसर क्या हैं और वे महत्वपूर्ण क्यों हैं और फिर हमने स्केलिंग प्रभाव के बारे में भी चर्चा की है जैसे जब आप पहले से ही हैं तो हम मैक्रो स्केल में कुछ इसी तरह के सेंसर का उपयोग कर रहे हैं यह क्या है जैसे जब हम स्केल को माइक्रो स्केल या नैनो स्केल पर कम करते हैं तो यह कैसे बदलता है और वहाँ हमने देखा है कि भौतिकी वही रहती है लेकिन घटनाएँ बदल सकती हैं क्योंकि जैसे कुछ बल प्रबल होते हैं जैसे 3D पैमाने में वॉल्यूमेट्रिक बल प्रभावी होते हैं जबकि सतही बल सूक्ष्म पैमाने पर प्रभावी होते हैं हमने स्केलिंग में क्या देखा है कि मैक्रो पैमाने पर वॉल्यूमेट्रिक बल प्रमुख हैं जैसे बड़े पैमाने पर जबकि सतही बल या एक आयामी बल प्रभावी होते हैं जैसे सूक्ष्म पैमाने या नैनो पैमाने पर और तदनुसार घटनाएँ बदल जाती हैं तब हमने देखा जैसे सरल यांत्रिकी और हम जैसे कि बल और विक्षेपण कैसे संबंधित हैं और किसी बल या किसी दबाव या उसी तरह किसी विशेष बॉडी के मास को मापने के लिए हम वास्तव में किसी प्रकार की चलती संरचना जैसे कैंटिलीवर या झिल्ली का उपयोग करते हैं और जैसा कि यह किसी प्रकार का बल लागू करता है तब संरचना विक्षेपित होती है और तदनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या ऑप्टिकल तरीके से विक्षेपण को मापते हैं और तदनुसार हम बल की गणना करते हैं अब यह बल और विक्षेपण कैंटीलीवर या झिल्ली के लिए किस प्रकार संबंधित हैं जिसकी चर्चा हम मॉड्यूल 1 और 2 में पहले ही कर चुके हैं और फिर हमने देखा कि जटिल संरचना के लिए जैसे यदि हमारे पास एक बीम से ज्यादा जैसे दो बीम या तीन बीम है तो हम समानांतर का उपयोग कर सकते हैं जैसे हम स्प्रिंग मास प्रणाली में किया था जैसे जहा दो समानांतर स्प्रिंग या दो स्प्रिंग्स सीरीज में और समकक्ष स्प्रिंग स्थिरांक की गणना कर सकते हैं और तदनुसार बल की गणना कर सकते हैं फिर हमने कपल्ड विद्युत यांत्रिकी के बारे में चर्चा की है और वहां हमने उसे देखा कैसे एक बॉडी पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और एलास्टिक बल दोनों को एक साथ लागू कर रहे हैं और वे एक साथ कैसे कार्य करते हैं और विभिन्न प्रकार के वोल्टेज के साथ विक्षेपण कैसे बदलता है और पुलिन वोल्टेज क्या है और फिर स्टिचशन और इस तरह के कैंटिलीवर या झिल्ली कैसे बनते हैं हमने तब सिलिकॉन इचिंग के बारे में सीखा कुछ सामग्री निक्षेपण भी बहुत कम में हमने चर्चा की इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण लिथोग्राफी जैसे कि आप वास्तव में इस तरह के नैनो पैटर्न को कैसे बनाते हैं आप माइक्रो स्केल पैटर्न बनाना चाहते हैं या नैनो स्केल पैटर्न आप उस उद्देश्य के लिए ई बीम जैसे पेन या यूवी लाइट का उपयोग कैसे कर सकते हैं और अंत में हमने दो विशिष्ट सेंसरों पर चर्चा की है एक दबाव सेंसर है और दूसरा एक्सेलेरोमीटर है और हमने यह भी देखा है कि हम दबाव और अक्सेलरेशन को मापने के लिए इस तरह की प्रणाली का उपयोग कैसे कर सकते हैं और साथ ही हम इसे माउंट कर सकते हैं और बहुत छोटे क्षेत्र में क्योंकि ये भी बहुत छोटे आकार के होते हैं तो इस प्रकार के दबाव सेंसर या एक्सेलेरोमीटर MEMS तकनीक के उत्पाद हैं मुझे आशा है कि आपने इस पाठ्यक्रम का आनंद लिया होगा